सेल को श्रेणी क्रम की तरह कोई समानांतर क्रम में भी सेल्स को जोड़ सकता है अब यदि आप इस तरह से एक मॉड्यूल लेते हैं और हम कहते हैं कि हम इस मॉड्यूल को समानांतर में एक और PV मॉड्यूल से जोड़कर सर्किट को पूरा करना चाहते हैं तो दो सेल्स या मॉड्यूल का समानांतर कनेक्शन इस तरह है तो आपके पास मॉड्यूल 1 या सेल 1 है जो मॉड्यूल 2 या सेल 2 के समानांतर जुड़ा हुआ है और बाहरी लोड R0 के समानांतर आइए हम आउटपुट टर्मिनल पर वोल्टेज को VT कहते हैं और आइए हम उस बाहरी लोड के माध्यम से प्रवाहित होने वाले करंट को i कहते हैं अब ये दोनों महत्व के पैरामीटर हैं और हम जानना चाहेंगे कि i वर्सेस VT या i वर्सेस V क्या है तो यह वह है जो हम समानांतर में जुड़े सेल के सिस्टम के लिए देखना चाहते हैं और यहां आपके पास व्यक्तिगत रूप से यह करंट i1 है और पैनल 2 या सेल 2 से करंट i2 यहां की परिस्थिति के लिए i i1 i2 के बराबर हैं अगर मैं कहूं कि पैनल 1 पर वोल्टेज VT1 है और पैनल 2 पर वोल्टेज VT2 है तो VT1 VT2 VT होगा ये दो बाध्यताएं हैं जो समानांतर में जुड़े सेल्स के लिए लागू होती हैं यह बाध्यता 1 है की टर्मिनल वोल्टेज प्रत्येक सेल पर वोल्टेज के बराबर है या समानांतर मॉडल प्रकार में यह 1 है अन्य 1 है कि टर्मिनल करंट प्रत्येक पैनल से करंट के योग के बराबर होगा और यह दूसरी बाध्यता है मैं PV सेल प्रतीक को करंट सोर्स डायोड मॉडल आदर्श करंट सोर्स डायोड मॉडल के साथ बदल सकता हूं ताकि हम ऑपरेशन को इस तरह से बेहतर ढंग से समझ सकें प्रतिस्थापन को पूरा कर रहा हूं हम देख रहे हैं की सेल 1 को करंट सोर्स और इस लाल रंग के डायोड से बदल दिया है सेल 2 को इस करंट सोर्स और हरे रंग के डायोड द्वारा प्रतिस्थापित किया है यह दो समांतर PV सेल और बाहरी प्रतिरोध R0 जो लोड के रूप में कार्य करता है को समानांतर कर रहा है यह समानांतर में 2 पीवी सेल का सर्किट है हम इसे ज़ूम इन करते हैं और यह स्पष्ट है कि हमारे पास दो PV सेल सेल 1और PV सेल 2 लोड R0 के समांतर में हैं यह यहाँ i1 है जो सेल 1 के सोर्स से प्राप्त होने वाला करंट है i2 सेल 2 से करंट है i1 और i2 को जोड़ने पर आपको i प्राप्त होता है जो कि बाहरी लोड R0 से प्रवाहित होता है और VT सेल के समानांतर सिस्टम के टर्मिनल पर वोल्टेज है अब अध्ययन करने और यह देखने के लिए कि हम पूरे समानांतर जुड़े सिस्टम की I V विशेषता कैसे प्राप्त कर सकते हैं आइए हम X और Y अक्ष खींचते हैं X अक्ष वोल्टेज अक्ष है जो टर्मिनल वोल्टेज है Y अक्ष करंट है जो टर्मिनल करंट अक्ष है इस पर आइए हम सेल 1 और सेल 2 की I V विशेषता को सुपरपोज करें अभी मैंने समान सेल लिए हैं और इसलिए उनकी विशेषता समान है और इसलिए वास्तव में यह दो विशेषताएं एक दूसरे पर सुपरपोज हो गई है अब इन 2 विशेषताओं में ये पैरामीटर है एक Isc1 और Isc2 यह सेल 1 और सेल 2 दोनों के लिए एक शॉर्ट सर्किट करंट पॉइंट है और यह पॉइंट सेल 1और सेल 2 दोनों के लिए ओपन सर्किट पॉइंट है समानांतर में जुड़े सेल की बाध्यता 1 से हमने देखा कि VT VT1 VT2 इस बिंदु यहां नीले रंग से चिह्नित किया गया है यह ऑपरेटिंग बिंदु तब प्राप्त होता है जब करंट 0 होता है जिसका मूल रूप से मतलब है जब R0 को ओपन सर्किट बनाया जाता है कोई करंट प्रवाह नहीं है और इसलिए यह X अक्ष लाइन होगी और वह है यह ओपन सर्किट की स्थिति में ऑपरेटिंग बिंदु है उस स्थिति में जैसा कि हम देखते हैं कि सेल समानांतर है और Voc Voc1 Voc2 होगा अब हम दूसरा ऑपरेटिंग पॉइंट प्राप्त करते है और हम उसे R0 को शॉर्ट सर्किट करके प्राप्त करते हैं तो जब आप R0 को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो हम y अक्ष की बात कर रहे हैं 1 R0 अनंत है और वहाँ हम दूसरी बाध्यता लागू करते हैं जहां i i1 i2 होगा तो जब आप शॉर्ट सर्किट करते हैं तो Isc Isc1 Isc2 के बराबर होगा तो वह हमारे पास दूसरा ऑपरेटिंग पॉइंट होगा ये दो ऑपरेटिंग बिंदु हम आसानी से जोड़ सकते हैं और इससे हम समानांतर सेल की I V विशेषता प्राप्त कर सकते हैं इससे पहले आइए देखें कि लोड लाइन 1 R0 को शॉर्ट सर्किट स्थिति से ओपन सर्किट स्थिति में लाने पर क्या होता है इसलिए यदि आप एक मनमाना लोड पॉइंट लेते हैं और इस प्रकार उससे संबंधित लोड लाइन लेते हैं R0 न तो परिमित है न ही शॉर्ट सर्किट और न ही यह ओपन है और लोड लाइन इस तरह है यह ऑपरेटिंग पॉइंट है यहाँ करंट मूल रूप से इस ऊँचाई पर है आप देखें यह एरो i1 i2 इन दो समान सेल के करंट हैं जो कि इस बिंदु पर लंबवत हैं और आप इनका i1 i2 योग करते हैं और आपको इस ऑपरेटिंग बिंदु पर करंट मिलेगा और यह दूरी वोल्टेज है जो टर्मिनल वोल्टेज भी है और दोनों सेल में से प्रत्येक पर अलग अलग वोल्टेज भी है तो यह VT है इसलिए यदि आप इस रेखा को उस स्थिति में और नीचे झुकाते हैं जहां यह क्षैतिज है ओपन सर्किट बिंदु तक तो आपको संपूर्ण ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग बिंदुओं का सेट मिल जाएगा जिनका लोकस समांतर जुड़े सेल सिस्टम की I V विशेषता बनाएगा तो यह गहरे हरे रंग की लाइन समानांतर जुड़े सेल सिस्टम की I V विशेषता है